नमस्कार सिक्योर सिस्टम इंजीनियरिंग के पाठ्यक्रम में इस वीडियो व्याख्यान में आपका स्वागत है इस वीडियो व्याख्यान में हम एक विशेष तकनीक को देखगे जिसे FANCI के नाम से जाना जाता है जो एक हार्डवेयर डिजाइन में इस्तेमाल होने वाले आईपी के भीतर के स्थानों की पहचान करने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली तकनीक है जो संभवतः इसमें मौजूद हार्डवेयर ट्रोजन हो सकती है इसलिए पेपर को FANCI आइडेंटिफिकेशन ऑफ स्टीलधी मालीशियस लॉजिक के रूप में जाना जाता है इसलिए इस वीडियो में उपयोग की जाने वाली कुछ स्लाइड्स एडम वक्समैन की CCS की बात से ली गई हैं एडम वाक्समैन इस पत्र के पहले लेखक हैं इसलिए पिछले वीडियो लेक्चर में जो हमने देखा था वह यह था कि पूरे आईसी डिजाइन और निर्माण चक्र के दौरान कई तरह के चरण हो सकते हैं जिसके माध्यम से डिजाइन में एक हार्डवेयर ट्रोजन डाला जा सकता है इसलिए हमने वास्तव में इस विशेष स्लाइड को देखा था जिसमें हमने वास्तव में चर्चा की थी कि इस पूरे डिजाइन में एकमात्र विश्वसनीय घटक विनिर्देशन के समय है और डिवाइस के निर्माण के बाद और एक पैकेज्ड परीक्षण है जो किया जाता है और निगरानी की जाती है इसलिए इस आईसी डिजाइन चक्र के दौरान हर दूसरा चरण संभवतः स्पॉट हो सकता है जहां एक ट्रोजन डाला जा सकता है इस विशेष बातचीत में हम ट्रोजन को देखेंगे जो संभावित रूप से तीसरे पक्ष के आईपी कोर में डाला जा सकता है आमतौर पर जब कोई कंपनी एक हार्डवेयर आईसी डिजाइन करना चाहती है तो वे वास्तव में उस आईसी के हर एक घटक को कोड नहीं करते हैं बल्कि वे चिप अवधारणा पर एक प्रणाली का उपयोग करेंगे और कई अलग अलग विक्रेताओं से आईपी कोर खरीदेंगे और फिर इन सभी कोर को एक कोर के भीतर एकीकृत करेंगे इसलिए उदाहरण के लिए हमारे पास एक कंपनी है जो वास्तव में कम्युनिकेशन आईसी है और कम्युनिकेशन आईसी में प्रोसेसर कोर जैसे कई घटक होंगे इसमें एक डीएसपी कोर हो सकता है इसमें कई आईओ इकाइयाँ हो सकती हैं जैसे सीरियल पोर्ट हो सकता है विभिन्न अन्य ट्रांसीवर इसमें ऑडियो इनपुट कोडेक्स आदि हो सकते हैं तो कंपनी क्या करेगी कि वह इन घटकों में से प्रत्येक के लिए आईपी कोर खरीदेगी और सामान्य प्रयोजन प्रोसेसर के लिए किसी अन्य कंपनी से शायद एक और आईपी कोर खरीदेगी डीएसपी प्रोसेसर के लिए यदि सभी विभिन्न बाह्य उपकरणों जैसे कि सीरियल पोर्ट यूएसबी आदि सभी अलग अलग विनिर्माण संस्थाओं से खरीदे जाएंगे अब इन सभी आईपी कोर को डिजाइन में एकीकृत किया जाएगा और फिर आईसी का निर्माण किया जाएगा वास्तव में ऐसा करने का कारण यह है कि यह निर्माण के समय को काफी कम कर देता है क्योंकि अब इस कंपनी द्वारा आवश्यक सभी को विभिन्न आईपी कोर को एकीकृत करना है जो खरीदे गए हैं साथ ही निर्माण की यह तकनीक लागत को भी बहुत कम कर देती है क्योंकि कंपनी को प्रत्येक और हर घटक को विकसित करने के लिए डेवलपर्स में निवेश करने की आवश्यकता नहीं होगी जो उस आईसी में उपयोग किया जाता है इसलिए लंबे समय में आईसी की डिजाइनिंग के लिए यह पद्धति निर्माण के समय को कम करने के साथ साथ लागत में कमी लाने के लिए बेहद फायदेमंद होगी इसलिए आज हम जो देख रहे हैं वह यह खतरा है कि इनमें से प्रत्येक आईपी कोर में संभावित रूप से एक हार्डवेयर ट्रोजन मौजूद हो सकता है इसलिए इनमें से प्रत्येक आईपी कोर को एक अलग थर्ड पार्टी आईपी हाउस से डिज़ाइन या खरीदा गया है और उनमें से प्रत्येक संभावित रूप से एक हार्डवेयर ट्रोजन डाल सकता है इन तृतीय पक्ष आईपी कोर डिजाइन कंपनियों पर भरोसा नहीं किया जा सकता है और इसलिए वे संभावित रूप से उनमें मौजूद दुर्भावनापूर्ण ट्रोजन डाल सकते हैं अब जो कंपनी वास्तव में इस आईसी को डिजाइन कर रही है उनके लिए वास्तव में बहुत आसान नहीं होगा कि वे संभावित ट्रिगर और संभावित पेलोड की तलाश में आईपी कोर की हजारों लाइनों के माध्यम से स्कैन करें एक जटिल आईपी कोर एचडीएल कोड के हजारों लाइनों की तरह चलता है और इन लाइनों का एक बहुत छोटा उप भाग संभवतः एक हार्डवेयर ट्रोजन हो सकता है इसलिए वास्तव में किसी विशेष आईपी के कोड को देखकर हार्डवेयर ट्रोजन की उपस्थिति का पता लगाना बहुत मुश्किल है FANCI क्या करता है कि यह एक स्वचालित ढांचा प्रदान करता है जो इस कोड के क्षेत्रों को उजागर कर सकता है यह एक आईपी कोड के भीतर मौजूद संकेतों की पहचान कर सकता है जो संभावित रूप से ऐसे क्षेत्र हो सकते हैं जहां एक ट्रोजन डाला जा सकता है इस ढाँचे का पूरा उद्देश्य परीक्षक को इस क्षेत्र में विशेष क्षेत्रों को देखने और इन क्षेत्रों पर अधिक बारीकी से देखने में सहायता करना है जो संभवतः उनमें एक हार्डवेयर ट्रोजन हो सकता है जैसा कि हमने पिछले वीडियो में चर्चा की थी एक चीज जो हर हार्डवेयर ट्रोजन की विशेषता थी वह यह है कि यह छोटा होता है आमतौर पर कोड की कुछ पंक्तियाँ आईसी के पूरे डिजाइन में बहुत कम क्षेत्र पर कब्जा कर लेती हैं और दूसरी बात यह है कि चोरी चोरी का मतलब है यह ज्यादातर निष्क्रिय प्रक्रिया है ट्रोजन एक निष्क्रिय है और ट्रोजन केवल तभी सक्रिय होता है जब विशिष्ट ट्रिगर प्राप्त होते हैं अब छोटे और चोरी छिपे होने की ये दो विशेषताएं ट्रोजन को एक आईसी के नियमित परीक्षण चरण के दौरान पता लगाना बहुत मुश्किल बना देती हैं आमतौर पर जब एक आईसी का परीक्षण किया जाता है तो परीक्षण एल्गोरिदम को इस तरह से डिज़ाइन किया जाता है ताकि बहुत अधिक कवरेज प्राप्त हो सके इसलिए हमारे पास बहुत सारे कुशल या परीक्षण एल्गोरिदम होंगे जो 99 प्रतिशत कवरेज को बढ़ावा देंगे इसका मतलब यह है कि 99 प्रतिशत चिप वास्तव में इन एल्गोरिदम द्वारा जांच की जाती है दुर्भाग्य से शेष 1 प्रतिशत वे क्षेत्र हैं जो परीक्षण नहीं किया गया तो यह इस क्षेत्र में है कि एक हार्डवेयर ट्रोजन मौजूद होने की संभावना है तो यह विशेष ग्राफ दिखाता है कि कोड के भीतर के क्षेत्रों के परीक्षण के दौरान चालबाज़ी किस प्रकार गतिविधि के साथ भिन्न होता है जो इस आईपी में कोड के उन हिस्सों के परीक्षण के दौरान अत्यधिक सक्रिय होते हैं जो बिल्कुल भी चालबाज़ी से नहीं होते हैं इसलिए वे ग्राफ़ के इस क्षेत्र में आएंगे जैसा कि हम देखते हैं कि परीक्षण चरण के दौरान इन घटकों की गतिविधि कम है जिस तरह से FANCI वास्तव में अन्य नियमित परीक्षण तंत्रों से भिन्न है वह यह है कि FANCI इस विशेष क्षेत्र पर केंद्रित है जो सामान्य या नियमित परीक्षण तंत्र वास्तव में पूरा नहीं करेंगे FANCI एक ऐसे उपकरण में संकेतों की पहचान करता है जो अत्यधिक चोरी छिपे होते हैं इसलिए इन संकेतों को FANCI के आउटपुट के रूप में प्रदान किया जाता है और यह ये संकेत हैं जो संभवतः हार्डवेयर ट्रोजन को धारण करते हैं FANCI का उद्देश्य पूरी तरह से कोई नकारात्मक नहीं है जिसका अर्थ है कि यदि एक डिवाइस में एक हार्डवेयर ट्रोजन मौजूद है तो FANCI को इसका पता लगाने में सक्षम होना चाहिए बल्कि झूठी सकारात्मकता का अर्थ है FANCI के लिए कुछ संकेतों को चिह्नित करना ठीक है क्योंकि हार्डवेयर ट्रोजन के रूप में जब वास्तव में ऐसा कोई ट्रोजन मौजूद नहीं है इसलिए मुख्य सिद्धांत जिसके द्वारा FANCI एक बड़े आईपी कोड के भीतर चोरी के संकेतों की पहचान करता है जिसे नियंत्रण मूल्यों के रूप में जाना जाता है हम कहते हैं कि हमारे यहाँ पर एक विशेष IP कोर है जो तीन इनपुट A B और C लेता है और O का एक आउटपुट प्रदान करता है इसलिए इस विशेष हार्डवेयर डिज़ाइन की ट्रुथ टेबल यहाँ पर दिखाई गई है इसलिए हम देखते हैं कि आउटपुट O इनपुट A B और C के आधार पर भिन्न होता है FANCI वास्तव में क्या मापता है आउटपुट O पर इनमे से प्रत्येक इनपुट कितना है दूसरे शब्दों में इनपुट A आउटपुट O को कितना प्रभावित करता है और इसके आगे भी इसलिए उदाहरण के लिए इनपुट A को लें और FANCI हमें वास्तव में 05 का मान देता है जो बताता है कि A का आउटपुट पर 05 का नियंत्रण है FANCI वास्तव में कैसे गणना करता है यह निम्न द्वारा है तो यह क्या करता है कि यह शेष इनपुट को उदाहरण के लिए 00 पर स्थिर रखता है और फिर A के मान को 01 में बदलता है और देखता है कि आउटपुट वास्तव में बदलता है या नहीं इसलिए यहाँ पर आप देखते हैं कि जब B और C 0 इनपुट में बदलाव होते हैं तो A आउटपुट O को भी प्रभावित करता है दूसरी तरफ अगर हम ट्रुथ टेबल इस विशेष भाग को देखते हैं जहाँ B 0 है और C 1 में परिवर्तन है A का आउटपुट पर कोई प्रभाव नहीं है इसलिए हम यहाँ पर जो देखते हैं वह यह है कि B और C के कुछ मानों के लिए A आउटपुट को प्रभावित करता है जबकि दूसरी ओर B और C के कुछ अन्य मानों के लिए A का आउटपुट पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है इसलिए जो FANCI वास्तव में मापता है वह संभावना है जिसके साथ यह इनपुट A आउटपुट को प्रभावित करता है इसलिए इन चार में से उदाहरण के लिए A इनमें से दो को प्रभावित करता है इसलिए चार में से दो और इसलिए A का आउटपुट पर नियंत्रण 05 है अब उदाहरण के लिए अगर हम केवल ट्रुथ टेबल को थोड़ा बदल दे तो हम हार्डवेयर डिज़ाइन को थोड़ा बदल देते हैं और हमारे पास वास्तव में यह है और जो हम यहाँ देखते हैं वह यह है कि A के मूल्य से स्वतंत्र आउटपुट में कोई बदलाव नहीं है उदाहरण के लिए यह देखते हुए कि B और C दोनों 0s हैं A में परिवर्तन इनमें से किसी भी मामले में आउटपुट को प्रभावित नहीं करता है इस प्रकार इस मामले में हम कहते हैं कि A आउटपुट O को प्रभावित नहीं करता है या हम यह भी कहते हैं कि A एक अप्रभावित इनपुट है तो अब हम देखते हैं कि हार्डवेयर ट्रोजन में ट्रिगर के लिए नियंत्रण मान कैसा दिखता है इसलिए जैसा कि हमने पिछले वीडियो में एक कॉम्बिनेशन हार्डवेयर ट्रोजन या एक हार्डवेयर ट्रोजन को देखा है जो एक चीट कोड द्वारा ट्रिगर किया गया है कुछ इस तरह दिखाई देगा ट्रिगर यहाँ पर एक विशिष्ट इनपुट की प्रतीक्षा करेगा या पता 0xDEVBEEF के बराबर होना चाहिए और फिर यह वास्तव में ट्रिगर को 1 के बराबर सेट करेगा इसलिए यदि हम एड्रेस के लिए ट्रुथ टेबल पर विचार करते हैं और यह मानते हुए ट्रिगर करते हैं कि पता 32 बिट मान है तो यह कुछ इस तरह दिखाई देगा हमारे पास 32 बिट एड्रेस A0 से A31 बिट्स हैं यहाँ पर और हमारे पास ट्रिगर सिग्नल है जो यहाँ पर एक बिट है तो जो हम इसमें देखते हैं वह यह है कि इस ट्रुथ टेबल की अधिकांश पंक्तियों में ट्रिगर का मान 0 है जब A0 से A31 के मानों में यह विशिष्ट 0xDEADBEEF इनपुट होता है तो आपके पास 1 होने के लिए ट्रिगर का मान है अन्य सभी मामलों या ट्रिगर का मान 0 है इस प्रकार यदि हम इन एड्रेस लाइनों में से प्रत्येक के लिए कंट्रोल वैल्यू की गणना करते हैं तो हमें 12 16 का कंट्रोल वैल्यू मिलेगा अब एक सामान्य हार्डवेयर ट्रोजन का यह एक ऐसा कंट्रोल वैल्यू होगा और यह वही है जो FANCI वास्तव में एक आईपी कोड को पहचानने की कोशिश करता है इस तरह के कम कंट्रोल वैल्यू से सिग्नल मिलता है कि ये सिग्नल अत्यधिक चालबाज़ी से हैं जो बदले में सिग्नल देंगे कि ये सिग्नल संभवतः एक हार्डवेयर हो सकते हैं या दूसरे शब्दों में ये संकेत संभवतः उनमें मौजूद हार्डवेयर ट्रोजन के लिए ट्रिगर उनमें मौजूद ट्रोजन हो सकते हैं अब एक मल्टीप्लेक्सर का दूसरा उदाहरण लेते हैं इसलिए यह मल्टीप्लेक्सर 4 1 मल्टीप्लेक्सर है इसमें 4 इनपुट A B C और D लगते हैं इसमें दो चुनिंदा लाइनें S1 और S2 हैं और यह इनमें से एक इनपुट को आउटपुट M में ले जाता है तो S1 और S2 के मान के आधार पर A B C या D M में बदल जाता है क्योंकि इससे पहले कि हम वास्तव में इस मल्टीप्लेक्सर के लिए ट्रुथ टेबल लिख सकें और हम इनमें से प्रत्येक सिग्नल के लिए कंट्रोल वैल्यू की गणना भी कर सकते हैं तो कुल 4 प्लस 2 हैं जो 6 इनपुट सिग्नल हैं और इनमें से प्रत्येक इनपुट सिग्नल के लिए हम कंट्रोल वैल्यू की गणना कर सकते हैं तो इस तरह से गणना करने पर हम देखते हैं कि A का M पर नियंत्रण 32 में से 8 है जिसका मतलब होगा कि 32 में से 8 गुना A का आउटपुट M पर प्रभाव है इसलिए यह A के नियंत्रण के रूप में 025 के मान का उपयोग करता है इसी तरह हम वास्तव में अन्य सभी इनपुट B C D S1 और S2 का नियंत्रण पा सकते हैं और ये क्रमशः 025 025 025 और 05 और 05 हो जाते हैं ध्यान दें कि S1 और S2 में 05 और प्रत्येक अन्य इनपुट A B C और D के मूल्य मान हैं जिनका मान 025 है इसलिए इस मल्टीप्लेक्सर में यह अत्यधिक संभावना नहीं है कि उनमें एक हार्डवेयर ट्रोजन मौजूद है इस तथ्य के कारण कि इनमें से कोई भी सिग्नल वास्तव में चालबाज़ी से नहीं है अब इस मल्टीप्लेक्सर के लिए एक मामूली संशोधन पर विचार करें जो हम मानते हैं कि अब केवल दो चुनिंदा लाइनें नहीं हैं लेकिन वास्तव में 65 चुनिंदा लाइनें हैं पहले दो S1 और S2 हैं जिन्हें हमने पहले भी देखा है और इसके अलावा हमारे पास 63 अन्य चुनिंदा लाइनें हैं जो यहाँ पर एक लॉजिक पर जा रही हैं जो 0 या 1 का उत्पादन करती हैं तो अब हम एक दुर्भावनापूर्ण मल्टीप्लेक्सर पर विचार करते हैं इसलिए हमने जो किया है वह यह है कि हमने अपने 4 1 मल्टीप्लेक्सर को पहले ले लिया है और हमने इसमें एक ट्रिगर सर्किट जोड़ा है अब यह ट्रिगर सर्किट अनिवार्य रूप से 63 इनपुट लेता है और इस ट्रिगर के मूल्य के आधार पर एक लॉजिक होता है जो 0 या 1 आउटपुट देता है आमतौर पर निष्क्रिय मोड में इस लॉजिक का आउटपुट 0 होगा जिसमें यह एक नियमित रूप से कार्य करता है S1 और S2 के मूल्यों के आधार पर 4 1 मल्टीप्लेक्सर इनमें से एक इनपुट A B C और D आउटपुट M पर स्विच हो जाएगा अब इस विशेष 63 बिट्स पर निर्भर करता है जो अतिरिक्त चुनिंदा लाइनों में जुड़ जाती है और जब यह आउटपुट 1 वास्तव में S1 और S2 के मूल्यों से स्वतंत्र हो जाता है तो इनपुट E M में स्विच हो जाता है इसलिए हम देखते हैं कि यह हमारा हार्डवेयर ट्रोजन है यहाँ पर ट्रिगर है और यह E मान है जो मल्टीप्लेक्सर के आउटपुट में लीक हो जाता है अब मल्टीप्लेक्स में इन विभिन्न सूचनाओं के लिए कंट्रोल वैल्यू को फिर से जोड़ते हुए हम देखते हैं कि A B C और D का कंट्रोल वैल्यू अभी भी 025 है चुनिंदा लाइनों S1 और S2 का कंट्रोल वैल्यू अभी भी 05 है हालाँकि जो अतिरिक्त लाइनें हार्डवेयर ट्रोजन के कारण होती हैं उनका कंट्रोल वैल्यू 2 होता है आगे इनपुट E का आउटपुट M पर 2 का कंट्रोल वैल्यू होता है इनपुट E और S3 से S66 तक की इन लाल रेखाओं के लिए इनपुट्स कंट्रोल वैल्यू स्टीलधी सिग्नल हैं इसलिए वे शायद ही कभी उपयोग किए जाते हैं और सबसे अधिक संभावना है कि वे उस दौरान निष्क्रिय होते हैं जहां एक हार्डवेयर ट्रोजन डाला जा सकता है तो FANCI पेपर से पता चलता है कि वे 3 हेयर्सिस्टिक्स के एक सेट का उपयोग करते हैं एक मीन मीडियन और ट्रीवयलिटी के रूप में जाना जाने वाला एक हार्डवेयर सर्किट में संभावित स्टीलधी सिग्नल की पहचान करने के लिए किया जाता है तो इन तीन मेट्रिक्स में से प्रत्येक संभावित रूप से आपको एक अलग परिणाम दे सकता है और वास्तव में विभिन्न परिदृश्यों में सक्रिय हो जाएगा उदाहरण के लिए एक पिछले ट्रिगर के संदर्भ में मीडियन अक्सर शून्य के करीब होती है जब कम या अप्रभावित तार मौजूद होते हैं दूसरी तरफ मीन आउटलेर्स के लिए संवेदनशील होता है यदि कुछ निर्भरताएं हैं और उनमें से एक अप्रभावित है तो इसे प्राप्त होने की संभावना है दूसरी ओर एक वेक्टर में मूल्यों का एक भारित औसत है इसलिए आप वास्तव में इस पेपर के माध्यम से अधिक विवरण के लिए जा सकते हैं कि ये तीन मैट्रिक्स कैसे भिन्न हैं और उनका उपयोग कैसे किया जा सकता है अब अगर आप वास्तव में हमारे दुर्भावनापूर्ण मल्टीप्लेक्सर को देखते हैं तो हम देखते हैं कि इसका मीन 003 है ट्रीवयलिटी का स्कोर 050 है और मीडियन का स्कोर 2 है यह मीडियन आपको एक अच्छा संकेत देगा कि इस विशेष सर्किट में संभवतः एक दुर्भावनापूर्ण बैकडोर मौजूद है तो FANCI के लिए पूर्ण एल्गोरिथ्म इस प्रकार है हमने शुरू में चर्चा की है कि FANCI IP कोड स्तर पर काम करता है इसलिए यह माना जाता है कि आपके पास RTL में Verilog या VHDL की तरह एक बहुत बड़ा IP कोर लिखा हुआ है और FANCI जो करता है वह यह है कि इस RTL को इनपुट के रूप में लेता है और डिज़ाइन के सभी संदिग्ध तारों को चिह्नित करता है इसलिए यह इन संदिग्ध तारों या चोरी किए गए तारों से संभवत एक हार्डवेयर ट्रोजन हो सकता है FANCI की गारंटी यह है कि निश्चित रूप से FANCI वास्तव में इसका पता लगाएगा तो एल्गोरिथ्म डिजाइन में प्रत्येक मॉड्यूल के लिए निम्नानुसार काम करता है और फिर उस मॉड्यूल में प्रत्येक गेट के माध्यम से पार्सिंग करता है और गेट में मौजूद सभी तारों के लिए ट्रुथ टेबल बनाया जाता है जो T है और फिर कंट्रोल वैल्यू की गणना प्रत्येक उपकरण के लिए की जाती है ये इनपुट ये कंट्रोल वैल्यू V नामक वेक्टर में जोड़े जाते हैं और फिर तीन ह्यूरिस्टिक्स मीन मीडियन और ट्रीवयलिटी की गणना की जाती है और इन ह्यूरिस्टिक्स के आधार पर तारों को वास्तव में संदिग्ध होने या न होने पर सेट किया जाता है तो यह एक बहुत ही दिलचस्प एल्गोरिथ्म है और आईपी कोर में मौजूद संभावित हार्डवेयर बैकडोर का पता लगाने के लिए सबसे कुशल एल्गोरिदम में से एक है और 2013 के बाद से इस एल्गोरिथ्म में कई सुधार हुए हैं जो कि अधिक उन्नत बैकडोर का पता लगा सकता है धन्यवाद